आज इस लेक्चर में हम डिसकस करेंगे सिंगुलेरिटी फंक्शन के बारे में और देखेंगे की यह फंक्शन क्या होते हैं और कैसे हम इसका प्रयोग सर्किट एनालिसिस ने करते हैं तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न यह है कि सिंगुलेरिटी फंक्शन किसे कहते हैं सिंगुलेरिटी फंक्शन वह फंक्शन होते हैं जो या तो डिस्कंटीन्यूअस अथवा उनका डेरिवेटिव डिस्कंटीन्यूअस होता है अब अगर हम सिंगुलेरिटी फंक्शन को समझ ले तो यह हमें फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के रिस्पांस को समझने में मदद करेगा जब अचानक से हैं सर्किट में कोई इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स लगाते हैं तो अगर आप सर्किट को देखें तो जब भी आप वोल्टेज अथवा करंट सोर्स सर्किट में लगाते हैं तो वह अचानक से ही लगता है जैसे मान लीजिए कि आप एक स्विच की सहायता से 1 वोल्टेज सोर्स सर्किट में लगा रहे हैं और उसके पश्चात आपने स्विच को चालू कर दिया इसका यह मतलब होगा कि आप अचानक से 1 वोल्टेज सोर्स सर्किट में जोड़ रहे हैं इसलिए यह एक तरह से सर्किट में अचानक से करंट इंजेक्ट करने जैसा होगा जिसको आप चाहें तो मैथमेटिकल फंक्शन की मदद से दिखा सकते हैं तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस घटना को मैथमेटिकल फंक्शन की सहायता से दिखा सकते है एक और घटना देखने को मिलती है जब आप सर्किट में कोई वोल्टेज लगाते हैं तो देखा गया है कि अचानक से वोल्टेज सर्ज आ जाता है यह तब भी देखने को मिलता है जब कोई घटना बहुत कम समय के लिए घटती है तब भी सर्किट के वोल्टेज में सर्ज देखा जाता है अब हम देखेंगे कि कैसे इस तरह की घटना को मैथमेटिकल फंक्शन की सहायता से दिखा सकते हैं और सर्किट एनालिसिस में इसका प्रयोग कर सकते हैं तो आइए देखते हैं सिंगुलेरिटी फंक्शन जो हम सर्किट थ्योरी में प्रयोग करेंगे वह कुछ और नहीं बल्कि एक फंक्शन है जो यूनिट इंपल्स यूनिट स्टेप और यूनिट रैंप की तरह दिखता है जब आप अचानक से 1 वोल्टेज सोर्स सर्किट में लगाते हैं तो इसका मतलब आप एक यूनिट स्टेप सर्किट में लगा रहे हैं इसी तरह जब अचानक से सर्किट में कोई सर्ज आता है तब आप कहते हैं कि यह एक यूनिट इंपल्स की तरह है और अगर वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है तब आप कहेंगे कि यह एक यूनिट रैंप फंक्शन है स्टेप सिग्नल एक अच्छा अनुमानित सिग्नल है जो स्विचिंग ऑपरेशन में स्विचिंग सिग्नल को दर्शाते हैं और यह बहुत उपयोगी साबित होते हैं RC और RL सर्किट के स्टेप रिस्पांस निकालने में इसलिए आगे के लेक्चर में हम हम समझेंगे की सर्किट का रिस्पांस क्या होता है जब हम स्टेप सिग्नल सर्किट में लगाते हैं तो यह एक जरूरी चीज है जिसको हम आगे समझेंगे इससे पहले हमें उन फंक्शन को समझना होगा जिसको हमने अभी बताया जैसे यूनिट स्टेप यूनिट इंपल्स और यूनिट रैंप फंक्शन तो आइए अब देखते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब t 0 होगा और इस वैल्यू 1 होगी जब t0 होगा जैसा इस चित्र में देख सकते हैं इस तरह के फंक्शन को यूनिट स्टेप फंक्शन कहा जाता है मैथमेटिकली हम इसको कैसे दिखाते हैं हम यूनिट स्टेप फंक्शन को u से दर्शाते हैं जहां इसकी वैल्यू 0 होती है जब t 0 होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है जब t0 होता है यहां एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है की स्टेप फंक्शन अनडिफाइंड होता है जब t0 हो क्योंकि t0 पर यह अचानक से 0 से 1 हो जाता है इसलिए इसे सिंगुलेरिटी फंक्शन कहा जाता है यह डाइमेंशनलेस होता है साइन और कोसाइन फंक्सन की तरह अब अगर कोई अचानक से परिवर्तन पर होता है जहां 0 होगा ना कि t0 तब यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 होगी समय के बाद ऐसे मैं फंक्शन कैसा दिखेगा इस केस में वैल्यू 0 होगी तक और के बाद वैल्यू 1 होगी पर यह फंक्शन अनडिफाइंड रहेगी पर इसलिए इसे डॉटेड रेखा से दर्शाया गया है तो आप इस फंक्शन को कैसे दर्शाएंगे आप कह सकते हैं कि यह होगा जब होगा और यह होगा जब होगा हम कह सकते हैं की यूनिट स्टेप फंक्शन से डिले हो गया क्योंकि यह अब 0 की जगह से प्रारंभ हो रहा है अब अगर आप t को से बदल देते हैं तब यूनिट स्टेप फंक्शन होगा जहां और होगा जहां होगा तब आप कह सकते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन से आगे बढ़ गया है आप समझ सकते हैं कि स्टेप फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें यह दर्शाना हो कि वोल्टेज अथवा करंट में परिवर्तन अचानक से हुआ है इसलिए जब भी आप सर्किट में स्विचिंग अरेंजमेंट के माध्यम से वोल्टेज अथवा करंट लगाते हैं तब यह कुछ और नहीं बल्कि सर्किट में सोर्स को अचानक लगाने जैसा होगा और इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन की सहायता से दर्शाते हैं जहां उसकी वैल्यू 1 ना हो करके कुछ वैल्यू होगी तो आप कह सकते हैं कि यह स्टेप फंक्शन होगा आपने यह फंक्शन कंट्रोल सिस्टम और डिजिटल कंप्यूटर में भी देखा है इसी तरह आप इसका प्रयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी देखेंगे अब अगर आप सर्किट में स्टेप वोल्टेज लगाते हैं तो आप इस घटना को एक फंक्शन के माध्यम से दर्शा सकते हैं जहां v0 होगी जब होगा और यह vहोगा जब होगा तो आप इसे एक यूनिट स्टेप फंक्शन की तरह दर्शा सकते हैं जैसे तो यह कुछ भी नहीं बल्कि स्टेप फंक्शन है और अगर आप 0 रखते हैं तो यह स्टेप वोल्टेज होगा अब अगर यह वोल्टेज सोर्स जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है इसे हम टर्मिनल a और b के बीच में लगा दिया गया है यह कुछ और नहीं बल्कि एक स्विच के माध्यम से दिखाया गया सर्किट में और यहां शुरुआत में आप स्विच को इस जगह पर रखते हैं इसलिए सर्किट ऐसा दिखेगा और जब t0 पर स्विच को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर लगाया जाए तो सर्किट बदल जाएगी और कुछ ऐसी दिखेगी अगर आप स्विच को इस तरफ रखते हैं तो स्विचिंग इवेंट के बाद सर्किट यह हो जाएगी यहां यूनिट स्टेप रिस्पांस को स्विचिंग इवेंट के माध्यम से दर्शाया जा रहा है जो कि एक सर्किट में स्विच की सहायता से किया जा रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि जब t0 होगा तब स्विच को इस पोजीशन से हटाकर इस पोजीशन में जोड़ दिया जाएगा तो जब t होगा तब ab तक पर वोल्टेज होगा तो इस तरह से हम वोल्टेज को दर्शाते हैं इसी तरह करंट को जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक करंट सोर्स है तो करंट सोर्स जोकि a और b के बीच में लगा हुआ है अब अगर आप इसे एक स्विच के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं तो सर्किट ऐसा दिखेगा अब हम क्या कर रहे हैं की शुरुआत में मान लीजिए यह ऐसे जुड़ा हुआ है तो करंट की वैल्यू 0 होगी और जब हम टाइम t पर स्विच को खोलते हैं और उसको यहां से यहां पर जोड़ते हैं तो सर्किट ऐसा दिखेगा तो हम यह कह सकते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन से वोल्टेज के साथ साथ करंट सोर्स को भी दर्शाया जा सकता है जैसा इस चित्र में दिख रहा है तो यूनिट स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव इंपल्स फंक्शन होगा जिसको आप से दर्शाते हैं तो अब हम इसे कैसे दर्शाते हैं आप कह सकते हैं की कुछ और नहीं बल्कि यूनिट स्टेप फंक्शन कर डेरिवेटिव होगा और इसकी वैल्यू 0 होगी जब t0 होगी और t0 के लिए भी इसकी वैल्यू 0 होगी जब t0 होगा तब यह अनडिफाइंड होगा इसीलिए इसे सिंगुलेरिटी फंक्शन कहते हैं यूनिट इंपल्स फंक्शन को डीरेक डेल्टा फंक्शन भी कहा जाता है जैसा चित्र में दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक इंपल्स की तरह दिख रहा है t0 पर और बाकी जगह इसकी वैल्यू 0 दिख रही है इसलिए यूनिट इंपल्स फंक्शन की वैल्यू 0 होगी हर जगह t0 को छोड़कर जहां पर वह अनडिफाइंड है क्योंकि उसको t0 पर डिफाइन नहीं किया जा सकता है इंपल्स करंट और इंपल्स वोल्टेज स्विचिंग ऑपरेशन के चलते इलेक्ट्रिकल सर्किट में उत्पन्न होते हैं इसलिए जब भी आप सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो एक इंपल्स सर्किट में उत्पन्न होगा इस घटना को हम यूनिट इंपल्स फंक्शन से दर्शाते हैं भले यूनिट इंपल्स फंक्शन फिजिकली रिलाइजेबल नहीं है जैसे हमने देखा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स अथवा आइडियल करंट सोर्स या आइडियल रजिस्टर यह सब प्रैक्टिकली नहीं पाए जाते परंतु क्योंकि सर्किट में यह एक महत्वपूर्ण घटना है और सर्किट एनालिसिस में हम इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं इसलिए इसे समझना अनिवार्य है तो इसी तरह यूनिट इंपल्स फंक्शन को भी सर्किट एनालिसिस में प्रयोग किया जाएगा और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिकल टूल है यूनिट इंपल्स को हम सर्किट में शौक देने की तरह समझ सकते हैं इसे एक बहुत छोटी समय की पल्स जिसका एरिया 1 होगा की तरह समझ सकते हैं अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे दिखाते हैं हम इसे दर्शआएंगे से तो इस तरह से हम यूनिट इंपल्स या डीरेक डेल्टा फंक्शन को दर्शाते हैं जहां t दर्शाता है t0 से पहले का समय और t दर्शाता है t0 से बाद का समय इस यूनिट एरिया की वैल्यू को हम इंपल्स फंक्शन का स्ट्रैंथ कहते हैं इसलिए जब भी इंपल्स फंक्शन का स्ट्रैंथ यूनिटी से अलग होगा तब इंपल्स का एरिया उसके स्ट्रैंथ के बराबर होगा उदाहरण के तौर पर अगर इंपल्स फंक्शन 10 है तो इसका मतलब इसका एरिया 10 होगा तो आप इसे कैसे दर्शाएंगे आप इसे एक स्केल के माध्यम से दिखाते हैं और जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि यह वैल्यू 10 है यह 5 क्योंकि अगर आप इसकी तुलना यूनिट स्टेप से करेंगे तो यह 2 से आगे बढ़ चुका है इसलिए इसकी वैल्यू 5 है यह जो तीसरा फंक्शन है यह 3 सेकंड से पीछे हैं इसलिए यहां से दर्शाया गया है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है जोकि 4 के बराबर होगा आइए देखते हैं की इंपल्स फंक्शन कैसे प्रभावित करता है दूसरे फंक्शन को देखिए कि क्या होता है जब आप इंपल्स फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ जोड़ते हैं मान लीजिए फंक्शन f को हम डेल्टा फंक्शन के साथ जोड़ रखे हैं हम को इंटीग्रेट करना चाहते हैं a से b तक तो अगर आप यह देखें तो 0 होगा को छोड़कर जिस का यह मतलब है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी शिवाय पर इसलिए फंक्शन को से दर्शा सकते हैं तो अंततः आपको जो मिला वह है इसलिए जब भी आप यूनिट इंपल्स फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के साथ जोड़ेंगे तो यह जुड़ने के बाद उस फंक्शन की वैल्यू पर के बराबर होगी तो यह दिखाता है कि जब भी कोई फंक्शन आप इंपल्स फंक्शन के साथ इंटीग्रेट करेंगे तब उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू होगी उस समय पर जिस समय पर इंपल्स फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होगी और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जिसको सैंपली अथवा शिफ्टिंग कहते हैं इसलिए जब भी आग किसी फंक्शन की सेंपलिंग करना चाहे तो आप उस फंक्शन के साथ इंपल्स फंक्शन को जोड़ दीजिए तब आपको उस फंक्शन का सैंपल डिफरेंट टाइम इंटरवल पर मिल जाएगा यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है और हम इसको सिगनल प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं आइए अब हम तीसरे फंक्शन को समझते हैं जोकि रैंप फंक्शन है जो यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करने पर प्राप्त होता है जैसा हमने इंपल्स फंक्शन को प्राप्त किया था यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफरेंटशिएट करके वैसे ही हम यहां अब इंटीग्रेट करेंगे रैंप फंक्शन को प्राप्त करने के लिए तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे आपको यूनिट रैंप फंक्शन मिलेगा जैसा इस चित्र में दिख रहा है अगर आप यूनिट रैंप फंक्शन को देखे तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं से क्योंकि u0 होता है जब t0 होता है और यह 1 होता है जब t0 होता है तो आप यूनिट रैंप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं 0 से जब t≤0 हो और rt होता है जब t0 होगा इस कारण से आप एक रैंप फंक्शन देख पाएंगे और t1 पर इसकी वैल्यू 1 होगी इसलिए इस फंक्शन को हम इस ग्राफ से दर्शआएंगे जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं इसलिए यूनिट रैंप फंक्शन की वैल्यू 0 होगी जब t की वैल्यू नेगेटिव होगी और जब t की वैल्यू पॉजिटिव होगी तब इसका श्लोप 1 होगा रैंप फंक्शन स्थिर दर से बढ़ता है और यूनिट रैंप फंक्शन को हम पीछे या आगे कर सकते हैं जैसा हमने यूनिट स्टेप और यूनिट इंपल्स फंक्शन में किया तो हम सिग्नल को आगे या पीछे कर सकते हैं जब हम सिग्नल को कुछ समय से पीछे करते हैं तब रैंप फंक्शन ऐसा दिखेगा और अगर हम उसे आगे करते हैं तो फंक्शन से शुरू होगा और फंक्शन से दर्शाया जाएगा एक महत्वपूर्ण चीज जो आप यहां देख रहे हैं की 1 पर आपको यूनिट रैंप फंक्शन मिलेगा आइए अब हम अभी तक किए गए चर्चा को संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं डिले रैंप के लिए हम कर सकते हैं की उसकी वैल्यू 0 होगी जब t≤ होगा और इसकी वैल्यू होगी जब t≥ होगी और जब आप एडवांस रैंप फंक्शन के बारे मैं बात करें तो इसकी वैल्यू 0 होगी जब t≤ होगी और इसकी वैल्यू होगी जब t≥ होगी अब अगर आप इसे संक्षेप में समझे तो आप लिख सकते हैं की यूनिट इंपल्स डेरिवेटिव है यूनिट स्टेप फंक्शन का और यूनिट स्टेप फंक्शन डेरिवेटिव है यूनिट रैंप फंक्शन का इसी तरह यूनिट रैंप इंटीग्रेशन है यूनिट स्टेप फंक्शन का और यूनिट स्टेप फंक्शन इंटीग्रेशन है यूनिट इंपल्स फंक्शन का तो आप कह सकते हैं कि यह तीनों फंक्शन या तो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन हैं फंक्शन के जिसे हमने अभी डिस्कस किया तो आइए अब हम सर्किट का स्टेप रिस्पांस निकालते हैं क्योंकि हम अब सिंगुलेरिटी फंक्शन को समझ चुके हैं यूनिट स्टेप फंक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भी हम RC सर्किट के स्टेप रिस्पांस की बात करेंगे हम कहेंगे कि हमने वोल्टेज लगाया है जो कि सर्किट में स्टेप इनपुट होगी तो स्टेप रिस्पांस वह रिस्पांस है जो अचानक से DC वोल्टेज या करंट सोर्स लगाने पर मिलता है अब यहां सर्किट को देखें अगर आप बाई तरफ की सर्किट को देखें जिसमें स्विच को t0 पर चालू कर रहे हैं और जब आप स्विच को चालू कर देते हैं तो वह इस चित्र की भांति दिखता है तो आप कह सकते हैं की कुछ भी नहीं बल्कि यूनिट स्टेप वोल्टेज है क्योंकि यह एक स्विच के माध्यम से दर्शाई गई है यहां एक कांस्टेंट है क्योंकि आप कांस्टेंट DC वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं अब हम यहां कैपेसिटर वोल्टेज को सर्किट का रिस्पांस चुनेंगे जिसका हमें पता लगाना है अब यह पता लगाने के लिए हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर शुरुआत में कुछ वोल्टेज स्टोर किए हुए हैं तो जब आप कहते हैं की यह चार्ज है वोल्टेज से जिससे हम यह कह सकते हैं कि t 0 और t 0 पर वोल्टेज एक समान रहेगा क्योंकि कैपेसिटर अपना वोल्टेज अचानक से नहीं बदल सकते तो t 0 पर कैपेसिटर पर स्विचिंग से तुरंत पहले का वोल्टेज होगा और t 0 पर कैपेसिटर पर स्विचिंग के तुरंत बाद का वोल्टेज होगा अब अगर आप KCL सर्किट में लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा इसे एक नोड "a" मान लीजिए और तब आप कह सकते हैं की यह करंट होगी और यह करंट होगी तो हम कह सकते हैं कि होगा की क्या वैल्यू होगी की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि होगी क्योंकि यह नोड "a" पर वोल्टेज है और को हम से दर्शाते हैं इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं जैसा स्लाइड में दिख रहा है तो अब हमारे पास वैल्यू है जिसको हम लिख सकते हैं अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए इनिशियल कंडीशन को लेते हुए यहां इनिशियल कंडीशन क्या है कैपेसिटर पर वोल्टेज 0 है जब t0 है तो हम इसे प्रयोग करेंगे और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तब हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो स्लाइड में दिया हुआ है और जब आप एक्स्पोनेंशियल लेते हैं दोनों तरफ तब आपको मिलेगा तो जब हम सोर्स फ्री RC सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं तब टाइम कांस्टेंट होगा और उसकी वैल्यू RC के बराबर होगी यह स्लाइड में दर्शाई गई है और यह कंडीशन मान्य होगी जब t0 होगा और जब t0 होगा तब इसकी वैल्यू इनिशियल वोल्टेज के बराबर होगी तो हम कह सकते हैं कि जब हम RC सर्किट पर स्टेप इनपुट लगाते हैं तब कैपेसिटर पर इनिशियल वोल्टेज ही रहेगा t0 के लिए और t0 के लिए हम इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे और इसको RC सर्किट का पूरा रिस्पांस कहा जाता है जब हम अचानक से DC वोल्टेज सोर्स लगाते हैं जहां कैपेसिटर इनिशियली चार्ज रहता है तो इसी के साथ हम अपना आज का लैक्चर खत्म करते हैं और हम कुछ और कांसेप्ट RC सर्किट के बारे में आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे और फिर हम RL सर्किट को देखेंगे